नमस्कार और मेकानोबायोलॉजी का परिचय पर परिचय हमारे व्याख्यान में आपका स्वागत है आखिरी कक्षा में हमने फोकल आसंजनों के बारे में चर्चा शुरू की थी तो फोकल आसंजन वे संरचनाएं हैं जो कोशिका के आकार को स्थिर करती हैं और वे उन गतिशील कुओं हैं जो सेल के अंदर को सेल के बाहर से जोड़ते हैं इसलिए यदि आप एक अनुयायी कोशिका के लिए फोकल आसंजन के साथ एक सेल का चित्र बनाते हैं तो आप इसे आमतौर पर इन बिंदुओं जैसे इन आसंजनों को चित्रित करके दिखाते हैं इसलिए ये कोशिका के आसंजन हैं अर्थात् फोकल आसंजन इसलिए यदि आप चित्र बनाते हैं और आप ऊपर से फोकल आसंजन के साथ कोशिकाओं की एक छवि लेते हैं तो हम यह कहते हैं कि अगर यह एक कोशिका है तो आपके पास ये आसंजन फैल मिलेगा तो तुम यह देख रहे हो की मैंने कुछ फोकल आसंजन का चित्र जो सेल की परिधि में हैं जिसके कोशिका आकार अपेक्षाकृत बड़े है और सेल के केंद्र की ओर मैं उसे डॉट्स के रूप में उसे तैयार किया है इसलिए फोकल आसंजन सौ से अधिक प्रोटीन से बना होता है और यह गतिशील संरचनाएं हैं और यही कारण है कि यह कोशिकाओं को माइग्रेट करने में सक्षम बनाता है तो जैसे जब आप चलते हैं तो आप अपने पैर को आगे रखते हैं और फिर आप अपने पैर को जमीन पर रखते हैं यह एक फोकल आसंजन के गठन के बराबर है इसलिए यदि आपका सब्सट्रेट बहुत फिसलन भरा है या कोई घर्षण लिंक वर्ग प्रदान नहीं करता है तो आपके अतिरिक्त कमजोर हैं जैसे ग्लास पर चलना मुश्किल है इसलिए फोकल आसंजन सौ से अधिक प्रोटीन से बना होता है जो वास्तव में 200 या उससे भी अधिक के करीब होता है सूची बढ़ती रहती है और आपके पास आकार में एक व्यापक वितरण होता है इसलिए आपके पास आसंजन हो सकता है जो 05 से 1 माइक्रोन वर्ग बनाम 3 से 10 माइक्रोन वर्ग या उससे भी बड़ा है जो आपको दिखाता है कि फोकल आसंजन के लिए विभिन्न आकार संभव हैं तो फोकल आसंजन की भूमिकाएं क्या हैं सेल आकार को स्थिरता प्रदान करके यह कोशिका को स्थिर करता है जैसे पानी में खड़ा होना संभव नहीं है क्योंकि सब्सट्रेट का विरोध नहीं होता है इसलिए आपके सब्सट्रेट को उन संकुचन बलों का विरोध करना पड़ता है जो कोशिकाओं को कोशिका आकार को स्थिर करने के लिए लागू करती हैं और ये आसंजन ऐसे तंत्र हैं जो कोशिकाओं को वास्तव में समझने या आसपास देखने में सक्षम बनाते हैं और सेल कैसे देखता है बलों के माध्यम से इसलिए ये आसंजन उन बिंदुओं के रूप में भी विकसित होते हैं जिनके माध्यम से बलों को कोशिकाओं द्वारा उत्तेजित किया जा सकता है बलों या अनुबंधक बलों खींचने के संदर्भ में और ये सब्सट्रेट पर झुर्रियों को उत्प्रेरण करने के लिए जिम्मेदार ताकतें हैं जब कोशिकाओं को नरम अनुरूप सब्सट्रेट पर चढ़ाया जाता है तो फोकल आसंजन द्वि दिशात्मक संकेत को मध्यस्थता करेगा दूसरे शब्दों में आप बाहर अंदर हो सकते हैं उसमें जब सेल खींच रहा है तो यह बाहर से अंदर तक परिवेश के बारे में जानकारी प्रसारित कर रहा है या आप अंदर बाहर हो सकते हैं जिसमें कोशिकाएं शायद बाहर धकेल रही हैं इन दोनों मामलों में आपको फोकल आसंजन होगा इसलिए यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि इन फोकल आसंजनों के कार्यों की सरगम को देखते हुए फोकल आसंजन के भीतर इतने सारे अलग अलग प्रोटीन मौजूद हैं तो ज़ाहिर है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इंटीग्रीन है इसलिए इंटीग्रीन मेंब्रेन ट्रांस मेंब्रेन लिंक के रूप में काम करते हैं जो अंदर से बाहर तक एकीकृत होते हैं और यही कारण है कि उन्हें इंटीग्रीन कहा जाता है इसलिए वे ईसीएम साइटोस्केलेल लिंकेज की अखंडता बनाए रखते हैं अब इंटीग्रिग्रेन केवल पशु कोशिकाओं में मौजूद हैं इसलिए बाहेल पक्ष पर ये इंटीग्रीन विभिन्न लिगामेंट्स और इंट्रासेलुलर साइड पर विभिन्न प्रोटीन के साथ लिए बाध्य होंगे सबसे पहले फोकल आसंजन के भीतर ही आपके पास कई प्रोटीन होते हैं जो इंटीग्रिग्रेन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये इंटीग्रीन माइग्रेशन होमोसेस्टेसिस आदि में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं इसलिए यदि आप इंटीग्रीन की संरचना को देखें तो वे गैर सहसंयोजक रूप से जुड़े हुए हेट्रोडिमर्स हैं इसलिए उनके पास 2 इकाइयां अल्फा और बीटा हैं और इसलिए हेट्रोडिमर कहा जाता है और ये इकाइयां बाहर के संकेत के आधार पर गैर सहसंयोजक तरीके से संबंधित हैं इसलिए केवल ये सबयूनिट एक साथ आते हैं जब वे सक्रिय होते हैं और उपइकाई में यह अनुरूप परिवर्तन वास्तव में साइटोप्लाज्म प्रोटीन के बाध्यकारी के माध्यम से संकेत देने का कारण बनते हैं इसलिए आपके पास इंटीग्रीन के विभिन्न संयोजन संभव हैं वास्तव में 18 अल्फा और 8 बीटा उपइकाइकन निर्धारित किए गए हैं इसलिए यदि आप उस तरह के बाध्यकारी देख सकते हैं जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए कोलेजन से बाध्यकारी होने के लिए आपके पास विभिन्न संयोजन हो सकते हैं तो मैंने जो लिखा है β1 α1 α2 α10 α11 है इसका मतलब यह होगा कि कोशिकाओं α1 β1 α2 β1 α10 β1 α11 β1 हो सकता है इसी तरह RGD से बाध्यकारी होने के लिए आपके पास एक में विभिन्न संयोजन हो सकते हैं जिसमें आपके पास α5 β1 और α8 β1 हो सकता है या आपके पास α5 β3 α5 β5 इत्यादि हो सकता है और आगे भी इसलिए रक्त के थक्के की मध्यस्थता के मामले में इंटीग्रीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पाया गया है मैंने यहां यह चित्रित किया है कि प्लेटलेट या सफेद रक्त कोशिकाओं इन नीले स्प्रिंग के संरचनाओं से जुड़े हुए हैं इसलिए ये फाइब्रिनोजन हैं जो 2 प्लेटलेट्स से लगे हुए हैं जिनके 2 विपरीत सिरों होते हैं इसलिए प्लेटलेट और फाइब्रिनोजेन के बीच संपर्क के इस बिंदु पर आपके पास वास्तव में एक इंटीग्रीन कनेक्शन है α2b β3 इंटीग्रीन जो फिब्रिनोजेन से बांधता है हालांकि जब आप इस पेप्टाइड आरजीडी को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि थक्का अलग हो जाता है इसलिए यह रक्त का थक्का है जो जब आप आरजीडी जोड़ते हैं तो यह अलग हो जाता है ऐसा क्यों है क्योंकि α2b β3 के लिए आरजीडी की आत्मीयता α2bβ3 के आत्मीयता से बहुत अधिक है समय का उल्लेख 0643 जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी अनबाइंडिंग के कारण थक्का अलग हो जाएगा इसलिए एक अर्थ में रक्त का थक्का इंटीग्रीन द्वारा मध्यस्थता की जाती है और इंटीग्रीन इतने सारे अलग अलग कार्यों के लिए केंद्रीय होते हैं आइए एक और फोकल आसंजन प्रोटीन टैलिन पर नजर डालते हैं यह फोकल आसंजन में भर्ती होने वाले पहले प्रोटीन में से एक है और वे वास्तव में इंटीग्रेशन को सक्रिय करने में शामिल हैं इसलिए यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि टैलिन सीधे इंटीग्रीन के साथ साथ ऐक्टिन साइटोस्केलेटन को बांधता है और बाद में हम देखेंगे कि ये अणु कैसे स्थित हैं तो आपके पास तालिन तालिन 1 और तालिन 2 के 2 अलग अलग आइसोफॉर्म हो सकते हैं या होंगे और इसके अंतर कार्य है जो सेल के प्रसार या सेल मृत्यु दर के संबंध में है अब तालिन अणु का एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह एक और फोकल आसंजन संरचनात्मक प्रोटीन से बांधता है जिसे विनक्यूलिन कहा जाता है और जो दिखाया गया वह है कि टैलिन के डोमेन बल के तहत अनफोल्ड होते हैं और विनक्यूलिन के लिए बाइंडिंग साइटों को पर्दाफाश करता है और विनक्यूलिन पर तालिन के आसंजन फोकल आसंजन को पुष्ट करती है तो यह हमें विनक्यूलिन में लाता है विनक्यूलिन एक 120 किलो डेल्टा प्रोटीन है जो फिर से फोकल आसंजन पर स्थानीयकरण करता है और यह कई फोकल आसंजन प्रोटीन ऐक्टिन के साथ इंटररेक्ट करता है जब आप विनक्यूलिन को नॉकआउट करते हैं तो आप यह देखते हैं कि वह कोशिकाएं तेजी से माइग्रेट होती हैं इसलिए यह सुझाव देते हुए कि विनक्यूलिन वास्तव में कोशिकाओं की को उनके सब्सट्रेट पर चिपकने का नियंत्रित करता है इसलिए यदि आप विनक्यूलिन बढ़ाते हैं जो कोशिकाओं के लिए सेल मोटिविटी बनाम दमन का कारण बनना चाहिए जो स्थिर हो जाते हैं और वे अपने सब्सट्रेट के साथ बड़ा आसंजन बनाएंगे इसलिए विनक्यूलिन और तालिन के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फोकल आसंजन प्रोटीन है जिसे पैक्सिलिन कहा जाता है यह फोकल आसंजन में स्थानीयकृत है और पहले प्रोटीन में से एक जिसे फोकल आसंजन में भर्ती किया गया है और यह देखा गया है की जब आप चूहों में पैक्सिलिन नॉकआउट करते हैं तो चूहों मर जाते हैं तो मूल रूप से पैक्सिलिन नॉकआउट चूहों भ्रूण घातक है और कारणों में से एक यह है कि अगर आप नॉकआउट पैक्सिलिन करते हैं तो मॉर्फोजेनेसिस पर विकास बंद हो जाएगा यह अन्य फोकल आसंजन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके और दिलचस्प रूप से कुछ शर्तों के तहत एक फोकल आसंजन प्रोटीन होने के बावजूद पैक्सिलिन नाभिक में स्थानांतरित कर सकता है और अन्य सिग्नलिंग रास्तों को विनियमित कर सकता है तो यहां आप FAK नामक इस अणु को देखते हैं FAK कुछ भी नहीं बल्कि फोकल आसंजन काइनेज है और सेल सर्वाइवल सेल प्रसार इसके अलावा एडिशन और माइग्रेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और इसे फोकल आसंजन के कारोबार को नियंत्रित करके सेल आंदोलन को विनियमित करने के लिए दिखाया गया है और यह एडिशन एक बार अगर गठित होता है यदि उसे नहीं तोड़ते हैं तो सेल खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता है इसलिए आपको एडिशन का टूटना जरूरी होगा और यह फोकल आसंजन किनेज़ द्वारा मध्यस्थता की जाती है इसलिए दूसरे शब्दों में यदि आप एक सेल में फोकल आसंजन किनेज़ के स्तर को नीचे गिराते हैं तो सेल कम गतिशील होगा भले ही इसमें अन्य सभी मशीनरी मौजूद हों और दिलचस्प बात यह है कि कैंसर बीमारियों के मामले में FAK दोनों एक सकारात्मक भूमिका इसका मतलब है कि यह रोग के शक्तिशाली होने की ओर या एक नकारात्मक भूमिका जो कैंसर को बाधित करेगा की भूमिका निभा सकते हैं इसलिए फिर से यह पैक्सिलिन के सिग्नलिंग प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है इसलिए आपके पास ये प्रोटीन हैं जो एक दूसरे के साथ बांध इंटरेक्ट यानी कि बांध और इंटरेक्ट करते हैं ये फोकल आसंजन किनेज़ और पैक्सिलिन हैं और मोटे तौर पर इंटीग्रीन संकेत अणु कहा जाता है इसलिए आपने एकीकृत किया है और इन एकीकृत संकेत अणुओं विनक्यूलिन जैसे संरचनात्मक प्रोटीन इन फोकल आसंजन में हैं इसलिए जब आप एक सेल की छवि देखना चाहते हैं वह आपको हमेशा मिलेगा और प्रत्येक फोकल आसंजन का अंत इन बड़े स्ट्रेस फाइबर से जुड़ा होता है तो ये स्ट्रेस फाइबर के अलावा कुछ भी नहीं हैं यह 2 आसंजन के माध्यम एक रबर बैंड को सब्सट्रेट से प्रस्तोता के बराबर है तो ये आपके फोकल आसंजन हैं और यह आपका स्ट्रिंग या तनाव फाइबर है इसलिए आप स्ट्रिंग में कितना तनाव डाल सकते हैं यह तय होता है इससे कि ये आसंजन कितना समर्थन दे सकते हैं इसलिए एक कोशिका जो बहुत बल डालती है बल संतुलन के लिए आसंजन को तनाव बनाए रखने की आवश्यकता है इसलिए यदि आप तनाव को बहुत अधिक बढ़ाते हैं तो एक निश्चित बिंदु से परे फोकल आसंजन अलग हो जाएगा तो इन प्रोटीन के अलावा आप के पास कुछ साइटोस्केलेल प्रोटीन है और आप क्या आप देख रहे है की इन तनाव फाइबर जो मैंने तैयार किया है जो संरचनाओं है जहां actinin myosin एक साथ आते है और एक साथ में डाल की तरह वे actin जुड़े प्रोटीन के माध्यम से एक जगह में रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ऐक्टिन से जुड़े प्रोटीन में से एक अल्फा ऐक्टिनिन नामक यह प्रोटीन है अल्फा ऐक्टिन एक ऐक्टिन क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन है इसलिए कोशिकाओं में अल्फा ऐक्टिन के अलावा आपके पास विभिन्न ऐक्टिन क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन होते हैं इसलिए आपके पास अल्फा ऐक्टिनिन है और मैं लिखूंगा कि आपके पास अल्फा ए फिलामिन फॉरमिन और विभिन्न अन्य प्रोटीन हो सकते हैं इसलिए आपके पास कई अलग अलग ऐक्टिन क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन हैं इसलिए वे अपने आकार में भिन्न होते हैं कि वे ऐक्टिन नेटवर्क को कैसे पार करते हैं इसलिए परिणाम के रूप में विभिन्न ऐक्टिन संरचनाओं के भीतर स्थानीयकरण विशेष रूप से भिन्न होता है इसलिए ऐक्टिनिन के लिए आपके पास ऐक्टिनिन के 4 अलग अलग आइसोफॉर्म हैं उनमें से दो अल्फा ऐक्टिनिन 2 और अल्फा ऐक्टिनिन 3 मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट हैं और उनमें से अन्य दो अल्फा ऐक्टिनिन 1 और अल्फा ऐक्टिनिन 4 सभी गैर मांसपेशी कोशिकाओं में मौजूद हैं इसलिए अल्फा एक्टिनिन को इंटीग्रिंस सहित विभिन्न इंटीग्रिन प्रोटीन विनकुलिन सिग्नलिंग प्रोटीन जिसे PI3 किनेस और ज़ाइक्सिन से बांधने को दिखाया गया है और क्या देखा गया है कि अल्फा एक्टिनिन 1 और अल्फा एक्टिनिन 4 को गतिशीलता के संबंध में विपरीत भूमिकाएं रचते हुए मिले हैं इसलिए यदि आप अल्फा ऐक्टिन 1 को अतिएक्सप्रेस करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं मै कम मोटाईल हो जाते हैं तो सुझाव है कि अल्फा ऐक्टिनिन 1 सेल मोटिलिटी को नियंत्रित करता है या सेल मोटिलिटी को नकारात्मक रूप से विनियमित करता है इसके विपरीत अल्फा ऐक्टिनिन 4 स्तन कैंसर कोशिकाओं की बढ़ी हुई गतिशीलता से जुड़ा हुआ है और यह सिर्फ स्तन कैंसर की कोशिकाओं के लिए सच नहीं है मस्तिष्क कैंसर या ट्यूमर कोशिकाओं अंडाशय कैंसर कोशिकाओं अग्नाशय के कैंसर की कोशिकाओं को इतने पर और आगे सहित कई अलग कैंसर कोशिकाओं में देखा गया है हाल ही में दिखाया गया है की अभिव्यक्ति के लिए ऐक्टिनिन अंडाशय के कैंसर में नैदानिक चरण और हिस्टोरोलॉजी प्रकार से स्वतंत्र शकुन संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए इन परिणामों से यह पता चलता है कि अल्फा ऐक्टिन जो एक ऐक्टिन प्रॉक्सीलिन प्रोटीन है गतिशीलता या आक्रमण का एक महत्वपूर्ण नियामक है तो हमारा यह सवाल है कि हमारे पास सैकड़ों फोकल आसंजन प्रोटीन है और यदि आप फोकल आसंजन का एक सरल योजनाबद्ध आरेख का चित्र बनाना चाहे बस एक डॉट या एक अंडाकार यह सवाल है कि वे स्थानिक रूप से आयोजित किया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बॉक्स में सौ अलग अलग प्रोटीन डाल सकते हैं और इकाई फोकल आसंजन के रूप में काम करेगी क्योंकि उनके पास कई अन्य प्रोटीनों के लिए विशिष्ट बाध्यकारी है यह महत्वपूर्ण है कि वे विशेष रूप से स्थानीयकृत हैं तो आप फोकल आसंजन में स्थानीयकरण के इस प्रश्न का समाधान कैसे करेंगे अगर मैं एक 3D इकाई के रूप में फोकल आसंजन की कल्पना कर रहा हूं तो यह प्रत्येक प्रोटीन कहां मौजूद हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए यदि आप पारंपरिक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी पर भरोसा करते हैं तो आप उस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे इसलिए यदि आप सटेन कर रहे थे और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं और मैं सिर्फ एक चैनल में कई प्रोटीन खींच रहा हूं जिसे आप दूसरे चैनल में देख सकते हैं तो यह सुझाव देते हुए कि वे पूरे फोकल आसंजन का विस्तार मे फैला है इसलिए यह 3 अलग अलग चैनल हैं जिन्हें आपने 3 अलग अलग प्रोटीन का लेबल दीया है यह मान ले कि यह है विनक्यूलिन इंटीग्रीन और पैक्सिलिन है ये सभी प्रोटीन आपको इस तरह का लोकलाइजेशन दिखाएंगे इसलिए आपके लिए यह जानना असंभव है कि वे इस फोकल आसंजन के भीतर विशेष रूप से यह स्थानीयकृत कैसे हैं और इसका कारण यह है कि सामान्य पारंपरिक माइक्रोस्कोप कारेजोल्यूशन विवर्तन द्वारा सीमित है इसलिए हमने जो देखा उसे हम विवर्तन सीमा कहते हैं तो हम resolution को कैसे परिभाषित करते हैं रेजोल्यूशन एक नमूने पर 2 बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे अभी भी पर्यवेक्षक या कैमरे द्वारा अलग संस्थाओं के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है तो यदि आप इन चित्रों को देखो यह कई डॉट्स जो एक दूसरे के करीब तैनात है उसकी एक प्रतिनिधि तस्वीर है और जो एक डॉट के रूप में प्रकट होता है वह गाढ़ा संरचनाओं की इस विशेष संरचना के रूप में दिखाई देगा और यदि आप 3D में इसे replot करें तो यह एक बिंदु प्रसार फंक्शन के रूप में लग रहा है यह एक 3D हिस्टोग्राम की तरह है जिसमें एक दिया गया शिखर है लेकिन इसमें एक प्रसार भी है क्योंकि आप दूर जाते रहते हैं इसलिए इन्हें हवादार डिस्क भी कहा जाता है इसलिए यदि 2 अंक अपेक्षाकृत अलग होते हैं और जब आप इन छवियों को देखते हैं तो वास्तव में 2 घने धब्बे हैं जो वास्तविक बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस बिंदु के केंद्र बिंदु हैं तो इस मामले में डॉट्स यहां और यहां तैनात किया जाएगा लेकिन डॉट्स इन गाढ़ा हलकों की तरह दिखाई देगा इसलिए कुछ मामलों में यदि ये बिंदु एक दूसरे से दूर हैं तो आप इन बिंदुओं को हल कर सकते हैं इसेरेजोल्यूशन सीमा कहा जाता है भले ही हिस्टोग्राम एकजुट होते हैं या फ्यूजिंग करते हैं फिर भी आप इन बिंदुओं के केंद्र बिंदु कहां है वह कह सकते हैं हालांकि यदि आप इस विशेष बिंदु को देखें तो आप 2 बिंदुओं के बीच अंतर नहीं कर सकते क्योंकि वे पूरी तरह से एक दूसरे पर जुटे हैं इसलिए ज्यादातर माइक्रोस्कोप की रिजॉल्यूशन लिमिट को डिफरेंट लिमिट कहा जा सकता है तो विवर्तन सीमा है आप लगभग लैम्ब्डा by 2 कह सकते हैं जहां लैम्ब्डा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है तो यह सटीक अभिव्यक्ति नहीं है लेकिन यह मोटे तौर पर आप कितनारेजोल्यूशन सीमा होगी की एक विचार देता है इसलिएरेजोल्यूशन सीमा अधिकांश माइक्रोस्कोप में 200 नैनोमीटर का आदेश दिया गया है जो यह कहना है कि एक वस्तु जो 200 नैनोमीटर से कम है 200 नैनोमीटर की तरह दिखेगी इसलिए भले ही आप एक कण लेते हैं जो आकार में 10 नैनोमीटर है जब आप माइक्रोस्कोप में छवि देखते हैं तो यह दिखाई देगा कि कण में ऑर्डर 200 नैनोमीटर की चौड़ाई है इसलिए इसका अर्थ यह भी होगा कि यदि 2 कण बारीकी से दूरी पर है उन्हें हल करने असंभव है तो यह नैनोमीटर और कम के क्रम में प्रोटीन आकार देने के लिए असंभव है आप एक ही फोकल आसंजन के भीतर 2 प्रोटीन को हल नहीं कर सकते हैं आपको बस एक बूंद मिलेगी इसलिए इस समस्या को दरकिनार करने के लिए वैज्ञानिक सुपर रिजॉल्यूशन माइक्रोस्कोपी नामक इस वैकल्पिक तकनीक के साथ आए हैं और सुपर रिज़ॉल्यूशन माइक्रोस्कोपी में आप वास्तव में प्रोटीन की 3 डी स्थिति का पता लगा सकते हैं क्योंकि यदि आप स्थानीयकरण सटीकता को देखते हैं तो यह xy विमान में 20 नैनोमीटर और z दिशा में 10 से 15 नैनोमीटर के भीतर है यह वास्तव में आपको यह पहचानने में मदद करेगा कि ये प्रोटीन x y z पलेन के साथ कैसे स्थित हैं इसलिए इस तकनीक का उपयोग करके क्लेयर वाटरमैन स्टोरर ने कुछ सबसे महत्वपूर्ण फोकल आसंजन प्रोटीन इंटीग्रीन पैक्सिलिन फोकल आसंजन किनेज़ विनक्यूलिन तालिन के साथ साथ अल्फा ऐक्टिन और ऐक्टिन को लेबल किया तो आप फ्लोरोसेंटली रूप से इस प्रोटीन को लेबल करते हैं और फिर सुपर रिज़ॉल्यूशन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके छवि को पाते हैं इसलिए अलग अलग प्रकार के सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी हो सकते हैं उनमें से कुछ उदाहरण के लिए PALM STED वगैरह वगैरह इसलिए ये विभिन्न तकनीकें हैं जिनमें आप सुपर रिज़ॉल्यूशन में कोशिकाओं को इमेज कर सकते हैं तो अब हम कहते हैं कि आपके पास सुपर रिज़ॉल्यूशन के साथ एक माइक्रोस्कोप है जिसका अर्थ है कि यह z दिशा में z मतभेदों में 10 से 15 नैनोमीटर का पता लगा सकता है इसलिए जब आप एक सेल लेते हैं तो वह सब्सट्रेट है और यह आपकी सेल है और हमें कहना है कि हम integrins का चित्र करते हैं तो यह आपकी प्लाज्मा मेंब्रेन है तो अंदर देखने में एक ही तस्वीर इस तरह से कुछ लग सकता है इसलिए आपके पास 2D प्लेन है और ये फोकल आसंजन इस तरह दिखेंगे तो हमें कहना है कि अगर हमारे पास फ्लोरोसेंटी लेबल किया हुआ इंटीग्रलिन है और हम यहां एक छोटा सा बॉक्स ले और हम यह सवाल कर सकते हैं कि इस बॉक्स में कैसे अभिन्न संकेत z दिशा के साथ वितरित किया जाता है तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं अगर मैं अगर मैं एक z दिशा के रूप में चित्र बनाऊं तो आपको एक वितरण मिल जाएगा और आप पता लगा सकते है कि integrin के z औसत क्या है इसलिए इसी तरह आप एक एक करके लेबल कर सकते हैं और आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं इंटीग्रीन की तुलना में कोई उम्मीद करेगा कि यदि आप पैक्सिलिन या Zixin या FAK के साथ धुंधला कर रहे हैं तो हमें कहना चाहिए कि पैक्सिलिन या Zixin या FAK आपके पास कुछ सिगनलिंग है इसलिए यह FAK या पैक्सिलिन होगा यह उम्मीद क्यों की जाती है सरल कारण है कि आपके integrin एक ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन है तो इंटीग्रीन सतह से एक ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन होने के नाते हम कहते हैं कि यह मेरी सतह है और सभी फोकल आसंजन प्रोटीन इंटीग्रलिन सतह से निकटतम होना चाहिए इसी तरह FAK या पैक्सिलिन इन दोनों प्रोटीन को इंटीग्रीन से बांधने के लिए जाना जाता है और साथ ही उनके पास ट्रांस मेंब्रेन डोमेन नहीं होते हैं और वे अभी भी साइटोस्केलेटल प्रोटीन हैं इसलिए आपको उन्हें इंटीग्रीन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए इसके विपरीत ऐक्टिन या अल्फा ऐक्टिन के अंदर एक व्यापक स्थानीयकरण होना चाहिए इसलिए यह ऐक्टिन या अल्फा ऐक्टिन होगा तो इस आधार पर Clare Waterman Storer यह दिखाया कि आप के शीर्ष पर integrin परत है इसलिए यहां आपके पास FAK या पैक्सिलिन जैसे प्रोटीन है जो स्थानीयकृत हैं और इसे इंटीग्रीन सिग्नलिंग लेयर कहा जाता है इस परत के शीर्ष पर आपके पास एक मोटा बल ट्रांसडक्शन परत थी अब बल ट्रांसडक्शन परत के भीतर उसने जो दिखाया वह एक अणु था जिसे तालिन कहा जाता है जो वास्तव में इस तरह से कुछ स्थानीयकृत है एन टर्मिनल प्रोटीन के साथ इंटीग्रीन सिग्नल लेयर के करीब होने से और प्रोटीन का सी टर्मिनल इससे दूर इंटीग्रिन होने से यह वहां ऐक्टिन के करीब है और इसके ऊपर यहां विनक्यूलिन भी था और शीर्ष पर आपके पास ऐक्टिन और अल्फा ऐक्टिन है इसलिए इससे पता चलता है कि फोकल आसंजन के भीतर प्रोटीन का एक ग्रेडेशन या विशेष स्थानीयकरण है और यह एक ब्लॉब की तरह नहीं है मैं आपको निम्नलिखित 2 पेपरों को पढ़ने के लिए बताना चाहूंगा कंचनवोंग एट अल Kanchanawong et al यह नेचर 2010 में प्रकाशित क्लेयर वाटरमैन पेपर है और अन्य पेपर पेटला एट अल Patla et alनेचर सेल बायोलॉजी 2010 है आपका ध्यान के लिए धन्यवाद